ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन 2 चीजें करता है यह कांट्रेक्चुअल इंटरफ़ेस को देखा है अब एनकैप्सुलेशन का कोई उपयोग नहीं है लेकिन सिस्टम सेवाओं को प्रदान करने में विफल रहती है इसके कार्यान्वयन में एक स्टैक का उपयोग करना चाहता है और आपको क्लाइंट ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करने की अनुमति देता है और इसलिए यदि हम देखते हैं यदि एब्स्ट्रेक्शन में मुख्य रूप से उस कार्यान्वयन के बारे में बात की जाती है और वह इसे सार्वजनिक दृष्टिकोण से दूर रखना चाहता है इसलिए अलग हैं उदाहरण अलग हो सकते हैं उदाहरण के लिए यहां अवकाश प्रबंधन प्रणाली पर वापस जा रहा है यह कर्मचारी हैं यह एब्स्ट्रेक्शन है जिसे अन्य उपयोग कर सकते हैं तो यदि एक कर्मचारी दिया गया है आप वास्तव में यह नहीं जानते हैं कि यह नाम आईडी का उपयोग कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग सिस्टम का कार्यान्वयन सिस्टम का उपयोग करके भी जुड़ सकता है या यह हो सकता है कि आप इसे वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैक को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है अंत में यदि आप ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यह डिजाइन है यदि आप एनकैप्सुलेशन छिपाव जबकि एब्स्ट्रेक्शन क्या करता है ना कि कैसे करता है तो क्या फिर से यह एक ही तरह की बात है थोड़ा अलग शब्दों में कहा जा रहा है एनकैप्सुलेशन को कैसे लागू किया जाता है डिस्प्ले के संदर्भ में देखेंगे इसलिए सारांश में हमने देखा कि हर ऑब्जेक्ट मॉडल के अन्य 2 प्रमुख तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे